छात्रों स्वागत है तो पिछली कक्षा में हमने लागत पत्रक के बारे में बात करना शुरू किया जो कि प्रबंधन लेखांकन साधनों में एक महत्वपूर्ण साधन है जो कि प्रबंधन प्रणाली बनाने की सुविधा प्रदान करता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रबंधन लेखांकन स्वयं एक विषय नहीं है इसने लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन से विभिन्न तकनीकों को उधार लिया है और उस जानकारी को सार्थक जानकारी में बदला है ताकि प्रबंधन के प्रबंधन निर्णय लेने या प्रबंधकीय निर्णय लेने में सुविधा हो सके जो कि हम प्रबंधन में करते हैं लेखांकन इस विषय को 1950 के बाद विकसित किया गया है केवल प्रबंधन निर्णय लेने में सुविधा के लिए क्योंकि लागत लेखांकन केवल कुछ प्रासंगिक जानकारी उत्पन्न करता है वित्तीय लेखांकन प्रासंगिक जानकारी उत्पन्न करता है लेकिन वह जानकारी कह सकते हैं कि हमें निर्णय लेने के लिए स्वचालित रूप से पर्याप्त नहीं है निर्णय लेना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं यह जानकारी हमारे लिए कैसे उपयोगी हो जाती है यह हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है इसलिए पिछली कक्षा में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए या विभिन्न प्रबंधकीय निर्णय के लिए विभिन्न साधन और तकनीकें हैं जिन्हें वे उपयोग कर सकते हैं या कहें कि विभिन्न फर्मों विभिन्न संगठनों के प्रबंधकों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के लिए और हमने चर्चा की कि लागत पत्रक एक ऐसा विवरण है जो सामान्यतः लागत लेखांकन के तहत तैयार किया जाता है लेकिन लागत पत्रक द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग प्रबंधक रणनीतिक निर्णय बहुत उपयोगी निर्णय के लिए कर सकता है इसलिए हम लागत पत्रक की संरचना पर चर्चा करते हैं कि लागत पत्रक कैसे तैयार किया जाता है इसमें क्या शामिल है और यह किस प्रकार की उप लागतो पर काम करता है क्योंकि हमें करना होगा मेरा मतलब है कि उत्पाद की कुल लागत का पता लगाएँ और में इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में हमारी लागत यथासंभव कम होनी चाहिए मैं आपसे पिछली कक्षा में भी यही बात कर रहा था कि हमारी लागत कम से कम हो क्योंकि हम इस दुनिया में मुकाबला करना चाहते हैं क्योंकि अब वस्तुओं और सेवाओं की कोई कमी नहीं है हम एक वैश्वीकृत दुनिया में रहते हैं हम एक वैश्वीकृत दुनिया में रहते हैं कोई कमी नहीं है आपूर्ति पक्ष में बहुत कुछ सुधार हुआ है पुराने समय में उदाहरण के लिए भारत में 1991 और उससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से पहले आपूर्ति या आपूर्ति स्थलों की कमी थी और कुछ निश्चित क्षेत्र कमजोर थे चूँकि अधिकांश क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों में एक या दो इकाइयाँ इस देश के ग्राहकों की जरूरत को पूरा कर रही थीं इस पूरे देश के ग्राहकों की जरूरत का देश के ग्राहकों की जरूरत का इसलिए सरकार के स्वामित्व वाले उन उत्पादकों और फर्मों के वहां माल और सेवाओं की कमी हो सकती है विनिर्माण और बाजार में बिक्री कहे तो बे बाजार में अपने उत्पाद को बेचने में सफल थे लेकिन इस तरह का परिदृश्य नहीं है उदाहरण के लिए अगर मैं 1991 से पहले की बात करता हूं या 90 के दशक के उत्तरार्ध तक तो अगर आप इस्पात क्षेत्र के बारे में बात करते हैं भारत में इस्पात क्षेत्र में एक ऐसी कंपनी का दबदबा था जो अभी भी इस क्षेत्र में नब्बे प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखती थी और सार्वजनिक सार्वजनिक रूप से आयोजित कंपनी थी या हो सकता है कि आप इसे सरकारी कंपनी SAIL के रूप में कह सकते हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्टील प्रदान किया गया था या वे विनिर्माण के लिए और इस देश के लोगों की स्टील संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे केवल एक कंपनी लगभग एक मिलियन लोगों का विशाल देश विशाल देश बड़ा देश और केवल एक कंपनी उन ज़रूरतों को पूरा कर रही है जो बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद स्टील है और केवल एक कंपनी निर्माण कर रही है कोई प्रतियोगिता नहीं है तो जब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती तब आप जो भी कचरा निर्माण करते हैं आप जो भी कीमत चाहते हैं उस उत्पाद को बाजार में बेच सकते हैं लोग उस कंपनी से उस उत्पाद को खरीदने के लिए बाध्य होते हैं लेकिन वैश्वीकरण के बाद जब स्टील सेक्टर को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोला गया तो आप देखें कि सेल ने अपना महत्वपूर्ण बाजार खो दिया है और मैं कह सकता हूं कि उत्पाद की खराब गुणवत्ता के कारण और उत्पाद की उच्च लागत के कारण बिक्री के बाजार का आधा हिस्सा खो गया है अब जब निजी क्षेत्र के खिलाड़ी उदाहरण के लिए पश्चिमी बाजार देश के पश्चिमी भाग में हमारे पास दो कंपनियां एस आर और लॉयड स्टील हैं वे अच्छी गुणवत्ता वाले स्टील का निर्माण कर रहे हैं और इसे बहुत ही प्रतिस्पर्धी मूल्य पर लोगों को बेच रहे हैं इसलिए क्यों लोग सेल पर निर्भर होंगे या सेल द्वारा उत्पाद निर्माण को खरीदेंगे इसी तरह दक्षिणी क्षेत्र में जिंदल विजय नगर स्टील प्लांट है जिसे अब JSW जिंदल स्टील वर्क्स के नाम से जाना जाता है यह एशिया का पहला उच्च तकनीकी इस्पात संयंत्र है जब 1991 के बाद इसकी स्थापना हुई थी तब स्टील सेक्टर को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोला गया था अब SAIL ने लगभग दक्षिणी बाजार खो दिया है SAIL अब बाजार के आधे हिस्से में सिमट गई है जहाँ वे अपने उत्पाद को मध्य भारत में उत्तरी भारत में या पूर्वी भारत में और इन निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेच सकते हैं ये निजी क्षेत्र की कंपनियां इन बाजारों को केवल देश के पश्चिमी हिस्से या देश के दक्षिणी हिस्से तक ही सीमित नहीं कर रही हैं वे मध्य भारत में भी आ रहे हैं और वे उत्तरी बाजारों में भी अपने उत्पाद बेच रहे हैं वे अपने उत्पाद पूर्वी बाजारों में भी बेच रहे हैं इसलिए SAIL सेल का बाजार में इन बहुत ही कुशल खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत मुश्किल है और कई कारकों के अलावा एक महत्वपूर्ण कारक जहां SAIL प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहा है वह है निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों की लागत क्योंकि उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए उत्पाद का लागत नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप उस स्थिति में उत्पादन की लागत को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं तो आप बाजार से बाहर हैं क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था में या आज के बाजार में लाभ लागत पर निर्भर करता है आप विक्रय मूल्य नहीं बढ़ा सकते आप विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं कर सकते यदि आप अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं तो आपको लागत को कम करना हैं और लागत को कम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी उत्पाद को कैसे मूल्य दिया जाए न्यूनतम संभव लागत पर और कैसे लागत को नियंत्रण में रखना है इसी तरह हम भारी उद्योगों या विद्युत क्षेत्र टर्बाइन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए यह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था भेल BHEL जो इस देश के पूरे बाजार की सेवा कर रहा था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो हाइड्रो टर्बाइन के निर्माण में हैं कह सकते हैं बिजली उत्पादन में तो बिजली के उपकरणों की वे बाजार में केवल निर्माण और बिक्री कर रहे थे उदारीकरण के बाद बाजार में कई स्थान सामने आए हैं किर्लोस्कर एक है जनरल इलेक्ट्रिकल एक है कई निजी क्षेत्र की कंपनियां क्षेत्र में आई हैं इसलिए भेल BHEL ने अब प्रतिस्पर्धा का देखना शुरू कर दिया है और हाल ही में यह लाभ कमाने वाली कंपनी से घाटे जाने वाली कंपनी बन गई है तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि भेल BHEL भी लागत को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था और यदि आप लागत को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं और कोई और व्यक्ति आता है और ग्राहकों को एक उत्पाद प्रदान करता है जो गुणवत्ता में बेहतर है और लागत में बहुत प्रतिस्पर्धी है ग्राहक को मौजूदा कंपनी से अपनी वफ़ादारी को नई कंपनी में स्थानांतरित क्यों नहीं करना चाहिए इसलिए लागत विशेष रूप से ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं विनिर्माण क्षेत्र में और यहां तक कि सेवा क्षेत्र में भी उदाहरण के लिए हम सेवा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे अब मोबाइल टेलीफ़ोनिक में जब हमारे पास केवल एयरटेल वोडाफोन बी एस एन एल Airtel Vodafone BSNL जैसी कंपनियाँ थीं तो हमने बाज़ार में दी गई या बाज़ार में आने वाले बहुत ही कुशल खिलाड़ी जैसे relio JIO रिलायंस जिओ की प्रतिस्पर्धा को नहीं देखा जब JIO जिओ उत्पाद बाजार में आया तो ये कंपनियां सोचने के लिए बाध्य थीं कि बाजार में कैसे बने रहें क्योंकि बाजार में वे जो भी सेवा दे रहे थे और ग्राहकों से जो भी कीमत वसूल रहे थे वह बिल्कुल भी सही नहीं था आप प्रतिस्पर्धी कीमत कह सकते हैं मतलब जब जिओ JIO बाजार में आया तो इसने बाजार में क्रांति ला दी आज आप पाते हैं कि डेटा दरों में कमी आई है आपका टॉक टाइम बहुत सस्ता है हर कोई एक फोन पकड़ रहा है और ज्यादातर लोग रिलायंस जियो के उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं इसलिए इन कंपनियों ने मौजूदा कंपनियों मौजूदा खिलाड़ी को बाजार की गर्मी महसूस करना शुरू कर दिया है क्योंकि कहे तो ग्राहकों ने अपने आधार को मौजूदा सेवा प्रदाता से नए सेवा प्रदाता के लिए स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है और एक अकेली कंपनी ने वोडाफोन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को मजबूर कर दिया है वोडाफोन और आइडिया ने अब एक संयुक्त फंक्शन में प्रवेश किया है जिससे उन्हें लगने लगा है कि बाजार में उनके अपने एकल व्यक्तिगत पहचान के आधार पर बाजार में टिकना बहुत मुश्किल है बाजार में एकल इकाई और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके यह बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हम रिलायंस के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे बीएसएनएल ने भी परेशानी महसूस करना शुरू कर दिया और ज्यादातर लोग बीएसएनएल से खुश नहीं हैं तो इसका मतलब है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि सेवा प्रदाता कौन है सेवा की गुणवत्ता क्या है और सेवा प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता किस कीमत पर शुल्क ले रहा है और अंततः किसी बड़े विस्तार या अधिकतम संभव विस्तार के माध्यम से उत्पाद या सेवा का मूल्य निर्धारण लागत पर निर्भर करता है आप अपने उत्पाद की लागत कैसे ले रहे हैं क्योंकि यदि आप आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत बढ़ा रहे हैं तो लोग आपके पूर्व ग्राहक बन जाएंगे वे आपका उत्पाद खरीदना बंद कर देंगे दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसमें से एक है प्रतिस्पर्धा जिसने कंपनियों को लागत के बारे में सोचने और इसे कम करने के लिए मजबूर किया है दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग मूल्य संवेदनशील हैं और यह अर्थव्यवस्था अत्यधिक मूल्य संवेदनशील है लोगों के पास सीमित आय है हमारे पास असीमित आय नहीं है इसलिए हम हमेशा गुणवत्ता की तलाश करते हैं यदि कुछ सेवा प्रदाता या कुछ निर्माता इस बाजार में सेवा देते हैं या बाजार में एक उत्पाद के साथ आते हैं जो कीमत में कम या कीमत में बहुत प्रतिस्पर्धी है लेकिन गुणवत्ता में बहुत प्रतिस्पर्धी नहीं है तब भी कुछ लोगों ने स्वीकार किया क्योंकि वे जानते हैं कि वे जिस कीमत का भुगतान कर रहे हैं और जो गुणवत्ता उन्हें उस उत्पाद के लिए मिल रही है वह वास्तव में तुलनीय है और लोग बहुत खुश हैं क्योंकि सीमित आय के साथ उच्च मूल्य के लिए संवेदनशील लोग हैं तो हमारे द्वारा प्राप्त मूल्य में किसी भी कमी से उस मूल्य में कमी पर प्रतिक्रिया होती है और हम उन लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं जो वे हमारे हाथ में होने वाली सीमित आय से चला रहे हैं इसलिए किसी भी व्यक्ति किसी भी कंपनी किसी भी संगठन के लिए चाहे वे विनिर्माण क्षेत्र में हों या चाहे वे सेवा क्षेत्र में हों यदि वे बाजार में टिकना और समायोजित करना चाहते हैं तो उन्हें लागत कम करनी होगी इसलिए लागत को कैसे कम किया जाए पिछली कक्षा में हमने लागत पत्रक की अवधारणा के बारे में चर्चा की हमने यह भी सीखा कि लागत पत्रक को कैसे तैयार किया जाए इसलिए लागत पत्रक को कैसे तैयार किया जाए जो महत्वपूर्ण अंग है और लागत शीट क्या उद्देश्य पूरा करता है लागत पत्रक किस उद्देश्य से काम करता है लागत पत्रक जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूल रूप से कुल लागत को अलग अलग उप लागत में विभाजित करने का उद्देश्य है हमने पहले ही देखा है कि अलग अलग उप लागत की गणना के बाद कुल लागत आती है और फिर इन उप लागतो को 4 या 5 उप लागत मैं योग करके हम अंतिम कुल लागत पर पहुंचते हैं इसलिए किसी भी समय लागत नियंत्रण से बाहर होती है यदि लागत नियंत्रण से बाहर हो रही है तो हम आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि कुल लागत का कौन सा हिस्सा हमारे लिए समस्या पैदा कर रहा है और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और हमें कहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए इसलिए उत्पाद की कुल लागत नियंत्रण में रहती है और दूसरी बात महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि कौन से घटक का ध्यान रखा जाए ताकि कुल लागत के उस विशेष घटक की लागत का 5 से 10 प्रतिशत भी कम हो जाए हमारी कुल लागत अक्सर नीचे आती है तो हमने देखा है कि लागत विवरण को तैयार करके हम कुल लागत पर पहुंचते हैं हम सबसे पहले मुख्य लागत की गणना करते हैं फिर हम कारखाने की लागत की गणना करते हैं फिर हम उत्पादन की लागत की गणना करते हैं और फिर हम बिक्री की लागत की गणना करते हैं और अंत में कुल लागत मतलब है बिक्री की लागत कुल लागत है और चूंकि हम जानते हैं बाजार में बिक्री मूल्य और इकाइयों की संख्या जो हम विक्रय मूल्य के साथ गुणा कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि हम जिन इकाइयों का निर्माण करने जा रहे हैं उनकी कीमत के साथ गुणा करके हम कुल बिक्री मूल्य ज्ञात करेंगे और कुल बिक्री मूल्य से कुल लागत घटाकर ऑपरेटिंग लाभ का आंकड़ा मिलता है तो इसका मतलब है कि हालांकि हमने लागत पत्रक तैयार करने के बारे में जान लिया है यह प्रबंधन का विषय नहीं है यह लागत लेखांकन का हिस्सा है लागत लेखांकन के तहत हम सीखते हैं कि लागत पत्रक कैसे तैयार करें लेकिन उस प्रासंगिक जानकारी का उपयोग कैसे करें लागत को कैसे नियंत्रित करें लागत के नियोजन लागत के एग्जीक्यूशन नियंत्रण के लिए लागत के नियोजन के लिए साधन के रूप में इसका उपयोग कैसे करें हमें इसे अलग अलग कोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण कोण सेएक बहुत ही रणनीतिक कौण से देखना होगा और फिर उन तरीकों और साधनों का पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि लागत को कैसे नियंत्रण में रखा जाए इसकी संरचना के बारे मैं पिछली कक्षा में चर्चा की है अब मैंने कुछ बहुत ही सरल समस्याएं लिखी हैं हम एक या दो बहुत ही सरल समस्याओं पर चर्चा करेंगे फिर हम कुछ अलग अलग जटिल समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे कि लागत पत्रक कैसे तैयार की जाए और लागत पत्रक की मदद से जो भी जानकारी उत्पन्न होती है इसका विश्लेषण कैसे करें कि इसमें से सार्थक निष्कर्ष निकाले जाएं और इसे समग्र लागत नियंत्रण के लिए एक साधन के रूप में कैसे उपयोग किया जाए क्योंकि लागत पत्रक तैयार करना एक बात है लागत पत्रक में दी गई जानकारी का उपयोग करना दूसरी बात है तो आप इसे तैयार कर सकते हैं लागत पत्रक की तैयारी भी एक बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है यह एक कठिन प्रक्रिया है यह कठिन घटना है और मैंने आपको बताया कि यह सबसे नंबर एक गोपनीय दस्तावेज़ है यह किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ दूसरी बात यह है कि लागत पत्रक आम तौर पर उन लोगों द्वारा तैयार की जाती है जिन्हें उस क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में बुलाया जाता है आप औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कहें तो हम साधारण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उद्योग निर्माण फर्नीचर के बारे में बात कर रहे हैं आप बड़ी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं आसानी से पता लगा सकते हैं कि लकड़ी की सामग्री की कितनी आवश्यकता है कितने स्टील की आवश्यकता है कितना अन्य उप सामग्रियों की आवश्यकता है मेखो की आवश्यकता है पेचो की आवश्यकता है इसे हम करने नहीं जा रहे हैं यह एक बहुत ही सरल काम हैसरल काम जिसे हम कर सकते हैं एक कुर्सी के निर्माण में कितनी श्रम लागत होगी एक या दो मज़दूरों को कितना समय लगेगा मशीन की लागत क्या है उन चीजों का मूल्यह्रास क्या है जो हम आसानी से गणना कर सकते हैं इसका पता चला लेकिन रासायनिक उद्योग जैसे उद्योगों की बात करें तो एक तैयार उत्पाद के निर्माण के लिए सैकड़ों उप उत्पादों का उपयोग करना होता है और कभी कभी हम मिलीग्राम में सामग्री का उपयोग करते हैं इसलिए तैयार उत्पाद की एक इकाई के निर्माण के लिए सामग्री में कितने मिलीग्राम का उपयोग करना पड़ता है यह वास्तव में बहुत जटिल काम है बहुत कठिन काम है और क्या आप जब माल बहुत महंगा होता है और अगर आप उसे व्यर्थ करेंउसके एक छोटे हिस्से को भी तो वह भी फर्म को एक बहुत बड़ा नुकसान देता है तो हमें लागत का विश्लेषण करते हुए सबसे पहले लागत पत्रक बनाना होगा ऐसे उद्योगों में लागत पत्रक बनाते हुए जैसे आप बात करें फार्मास्यूटिकल्स की बात करें रसायनों की आप बात कर सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स की भी इन क्षेत्रों में यह बहुत मुश्किल होगा जब आप कभी बहुत महंगे माल का उपयोग कर रहे हैं तब आपको डमी लागत पत्र बनाना होगा यह जानने के लिए कि एक अंतिम दवाई बनाने के लिए कितना माल कितने तरीके के इनपुट चाहिए होंगे आज उनकी लागत क्या है और अगले एक साल में क्या होने की उम्मीद है उस सामग्री को कहां से लाया जाए और उस सामग्री को कैसे स्टोर किया जाए कुल लागत गणना एक बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया है और एक बार जब हम उनकी लागत शीट विकसित करते हैं तो हम इसे हमारे साथ एक गोपनीय दस्तावेज़ के रूप में रखते है जिसे आप मूल रूप से कह सकते हैं यह एक विवरण है जो हमें मदद करता है हमें निर्देशित करता है कि उत्पाद की लागत को कैसे नियंत्रित रखें क्योंकि यदि हम एक लागत पत्रक विकसित करते हैं और हमारे प्रतियोगी को इसके बारे में पता चलता है कि यह तरीका है उत्पाद की लागत की गणना करने का और तैयार उत्पाद की एक इकाई को परिवर्तित करने के लिए विभिन्न उप घटकों या उप सामग्रियों को कैसे जोड़ा जाए तो फिर हर कोई इसे आसानी से कर सकता है और अगर कुछ फर्म 2 रुपये में एक दवा बेच रही है तो अन्य इसे 3 रुपये में बेच रहा है इसलिए जो फॉर्म इसे 3 रुपये में बेच रहा है वह यह जान सकेगा कि इसे 2 रुपये में कैसे बेचा जाए इसलिए किसी भी समय किसी भी संसाधन को खर्च किए बिना वे आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वियों से जानकारी रणनीतिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हर कोई इसे 2 रुपये में बेचना शुरू कर देगा क्योंकि वे जानते हैं कि सामग्री का उपयोग कैसे करें सामग्री को कैसे बचाएँ कैसे विवेक पूर्ण ढंग से सामग्री का आवंटन करें और समग्र लागत को नियंत्रण में रखें तो यह बहुत आसान काम होगा इसलिए इसे हर किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है यह एक बहुत ही गोपनीय दस्तावेज़ है और आमतौर पर लोग इसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं कभी कभी प्रतियोगी अपने कर्मचारियों के रूप में जासूसों का उपयोग करते हैं या उन्हें बाजार में सर्वश्रेष्ठ फर्मों को भेजते हैं और वे कुछ समय के लिए वहां काम करना शुरू कर देते हैं लागत पत्रक पर कब्ज़ा कर लेते हैं नौकरी छोड़ देते हैं अपने पुराने संगठन में वापस आते हैं और अपनी बड़ी फर्मों की मदद करते हैं यह कुछ समय संभव हो सकता है लेकिन यह अन्यथा बहुत बहुत गोपनीय दस्तावेज़ है इसलिए कुल लागत यदि आप सामग्री श्रम और अन्य ओवरहेड्स की लागत को जोड़कर ही निकालते हैं तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि कैसे इसे नियंत्रित करें और इस विषय का हमारा उद्देश्य विनिर्माण प्रक्रिया वितरण प्रक्रिया बिक्री प्रक्रिया और बिक्री सेवा प्रक्रिया के नियोजन निष्पादन और नियंत्रण के बारे में सीखना है इसलिए विचार अवधारणा से लेकर बाजार में उत्पाद की बिक्री के बाद की सेवा तक हमें लागत को नियंत्रण में रखने को बहुत बहुत लागत प्रभावी बहुत बहुत सावधानी से और बहुत विशेष तरीके से करना चाहिए कई कंपनियां बाजार में विफल रही हैं क्योंकि वे उत्पाद की लागत को नियंत्रित नहीं कर सके अब उदाहरण के लिए मैं आपको वापस जोकि १५ २० साल पहले हो सकता है ले चलता हूं जब हम एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था नहीं थे या तब भी जब हमने १ ९९ १ में वैश्वीकरण की घोषणा की थी इसके बाद भी अगले ५ ६ वर्षों तक भूमंडलीकरण के प्रभाव हम देख नहीं रहे थे और वैश्वीकरण का वास्तविक प्रभाव हम 2000 के बाद से देखना शुरू किए इसलिए इस वैश्वीकरण से पहले और वैश्वीकरण के कुछ वर्षों बाद भी अगर आप विभिन्न उद्योगों के बारे में बात करते हैं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का उदाहरण लूंगा उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में रंगीन टीवी के निर्माण में हमारे पास बाजार में रंगीन टीवी बनाने वाले खिलाड़ी है जो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और उस समय की यदि आप कंपनी का नाम लेते हैं तो कई कंपनियों जैसे कि डायनोरा सलोरा टेस्ला तब थीं और कहे तो वेस्टर्न तो हमारे पास अन्य कंपनियां खिलाड़ी और अग्रणी हैं उस समय की आगे की दो कंपनियां वीडियोकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स थीं और दूसरी ओनिडा थी ये दोनों कंपनियां कुल बाजार का लगभग 45 प्रतिशत थीं कुल बाजार हिस्सेदारी का मतलब है इन दोनों कंपनियों के बाजार में हिस्सेदारी के साथ संयुक्त बाजार शेयर 50 प्रतिशत से ऊपर था बाजार का 50 प्रतिशत हिस्सा इन दोनों कंपनियों के पास था और अन्य कंपनियों का शेष 50 प्रतिशत बाजार भारत में था तो हम को समझ सकते हैं कि भारत बाजार यह देश कितना बड़ा और विशाल है और इन दोनों कंपनियों को नेताओं के रूप में माना जाता था इसलिए उस समय उनके उत्पाद की गुणवत्ता को बहुत अच्छा उत्कृष्ट माना जाता था बाजार में जितने भी उत्पाद थे बाजार में CTVs वीडियोकॉन के बाजार में CTVs के उत्पाद में ओनिडा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था क्योंकि हमने सैमसंग एलजी सोनी का रंगीन टीवी नहीं देखा था इन खिलाड़ियों ने 1991 के बाद भारत में प्रवेश किया था लेकिन उनके उत्पाद को लोगों तक पहुंचने या लोगों तक आने में कुछ समय लगा इसलिए हमारी आवश्यकताओं को इन कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में परोसा जा रहा था और बाद में जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आईं और जब वे आई तो हमने उनके उत्पाद उनके उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पाद के लिए कीमत वसूलना को देखा हमें पता चला कि भारतीय रूप को समायोजित करना तब ग्राहकों का शोषण करना इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ग्राहकों को जो कुछ भी उत्पाद वे कभी भी हमें प्रदान करते और कीमत से चार्ज करने तक वे वास्तव में लोगों को लूट रहे थे और उस समय देखें कि बाहर से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी जो कुछ भी उत्पादन वितरण और बिक्री थी वह केवल भारतीय खिलाड़ियों भारतीय निर्माताओं से थी तो किसी की गुणवत्ता अच्छी थी और किसी की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी लेकिन अंतर बहुत महत्वपूर्ण नहीं था दूसरी बात यह है कि कीमत में अंतर भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि लागत नियंत्रण की किसी को परवाह नही थी किसी ने यह जानने के बारे में नहीं सोचा कि वह लागत नियंत्रण कैसे करें और इसका मतलब है कि यह यह स्थिति थी इस बारे में कभी परेशान नहीं हुए कि अगर यह स्थिति आती है कि विश्व बाजार में से कोई सबसे अच्छा खिलाड़ी भारत में आता है या उन्हें भारत आने की अनुमति मिलती है और उन्हें बाज़ार में व्यापार करने या अपने सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के साथ भारतीय ग्राहकों की सेवा करने की अनुमति दी जाती है फिर हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके साथ मुकाबला कैसे करेंगे और यह बाद में हुआ जब भारत में वैश्वीकरण को स्वीकार कर लिया गया था तब आप कोरिया की दो बड़ी कंपनियों मल्टीनेशनल कंपनियों को देखें जो कि सैमसंग और एलजी हैं जापान की एक सोनी इन तीन कंपनियों ने भारत में प्रवेश किया भारत में आकर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार या इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राहकों को सेवाएं शुरू की और आज आप देखते हैं कि अब कोई भी भारतीय कंपनी अस्तित्व में नहीं है वीडियोकॉन और ओनिडा जो उस समय बाजार में अग्रणी थे जिनके हाथों में बाजार का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा था वे अब कहीं नहीं हैं अधिकतम वे 1 से 2 प्रतिशत बाजार में बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं इसलिए उनके बाजार में हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से लगभग 1 प्रतिशत या डेढ़ प्रतिशत है इसका मतलब है कि वे बाजार से बाहर चले गए हैं उन्होंने बाजार खो दिया और हमें यह गंभीरता से सोचना होगा कि लोगों ने उन्हें क्यों खारिज कर दिया एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि जिस उत्पाद के साथ वे बाजार की सेवा कर रहे थे और लागत या मूल्य जो वे चार्ज कर रहे थे क्योंकि अंत में ग्राहक कीमत का भुगतान करता है और न ही लागत का इस विषय के छात्र के रूप में आपको कीमत और लागत के बीच के अंतर के साथ बहुत सावधान रहना होगा लागत मूल रूप से कुछ संसाधनों का कुल जोड़ है जो कुछ तैयार उत्पाद या सेवा प्राप्त करने के लिए बलिदान कर चुके हैं और लागत में जहां हम सीमांत भाग के लाभ हिस्से को जोड़ते हैं तो अंत में जो हमें प्राप्त होता है वह कीमत है इसलिए हम यहां कीमत के बारे में बात कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धी मूल्य विकसित करने का आधार लागत है यदि आपके पास लागत नहीं है तो आप मूल्य का विकास नहीं कर सकते हैं इसलिए लागत जमा लाभ हिस्सा निर्माण या सेवा प्रदाता का लाभ हिस्सा ही कुल कीमत है इसलिए इसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों द्वारा उस समय वसूला जाने वाला मूल्य और उत्पाद जो वे भारतीय बाजार उस समय दे रहे थे उसमें वास्तव में एक दरार थी और जब हमने इन तीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद देखे तो हमने सचमुच भारतीय कंपनियों को अस्वीकार कर दिया और वे अब कैसे अस्तित्व में नहीं है वे अंतिम कोशिश कर रहे हैं अन्य कंपनियां फ्रेम से बाहर हो गई हैं लेकिन ये दो कंपनियां वीडियोकॉन और ओनिडा वे अपना अंतिम प्रयास कर रही हैं और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में उनके लिए भविष्य का कोई मतलब है उन्हें बाहर जाना ही होगा बाजार से तो इसका मतलब है कि सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यदि आप सावधान हैं और समय के भीतर है आज आप देश की चार दीवारों में काम कर रहे हैं लेकिन अगर कोई आपके देश में आक्रमण करता है और आपको एक प्रतियोगिता देता है या आपको चुनौती देता है और यदि वे नए उत्पाद बेहतर उत्पाद बेहतर सेवा के साथ आगे आते हैं और यदि बेहतर उत्पाद के लिए ग्राहकों की सेवा शुरू करते हैं या पेशकश करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मौजूदा ग्राहक पूर्व ग्राहक बन जाएंगे क्योंकि उनके पास सर्वश्रेष्ठ खरीदने का कारण है उनके पास कारण भी है और अधिकार भी सर्वश्रेष्ठ उत्पाद खरीदने के लिए यह ग्राहक का अधिकार भी है यदि आप उनकी ज़रूरतों को सबसे अच्छे उत्पाद के साथ नहीं पूरा करते हैं तो आपके पास व्यवसाय में रहने का अधिकार नहीं है तो यह भारत में लगभग हर क्षेत्र में हुआ है मैंने स्टील की कहानी बताई है मैंने हाइड्रोइलेक्ट्रिक उपकरण की कहानी बताई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की कहानी बताई है और अब आप सेवा क्षेत्र में मोबाइल टेलीफ़ोनिक के बारे में सोचते हैं एक समय था जब बीएसएनएल या दूरसंचार विभाग का सबसे पुराना डॉट विभाग इस देश में एक सेवा प्रदाता था जो इस देश में केवल एक सेवा प्रदाता था लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए दूरसंचार क्षेत्र के खुलने के बाद आज देखें कि बीएसएनएल कहां है जिसे मैं कहूँगा यह एक घाटे में चल रही कंपनी है और अगर यह लाभ कमाने वाली कंपनी है तो भी मोबाइल टेलीफोनी में उनका कोई स्थान या अस्तित्व या जीविका नहीं है मोबाइल टेलीफोनी पर निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों द्वारा पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया गया है जो लोगों को बेहतर सेवा देते हैं और बहुत ही प्रतिस्पर्धी कीमत पर और बाजार में जिओ रिलायंस जिओ Jio reliance Jio के आने के बाद हमने बाजार में क्रांति देखी है और बीएसएनएल BSNL लगभग मैदान से बाहर हो गई है लैंडलाइन टेलीफोन की वजह से ही उनका अस्तित्व और जीवन निर्वाह होता है लेकिन अगर आप मोबाइल टेलीफ़ोन के बारे में बात करते हैं सेवा की गुणवत्ता पर नज़र डालते हैं उस लागत को देखते हैं जो वे लोगों से वसूल रहे हैं और बिक्री के बाद की सेवा यह सब बहुत खराब है और लोग उनके साथ जारी नहीं रखना चाहते हैं तो यह हर बाजार में होता है और यदि आप बाजार में हैं और प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहते हैं तो आपको ग्राहकों के बारे में सोचना होगा हर बार आपको ग्राहकों को एक बहुत ही अभिनव उत्पाद बहुत लागत प्रभावी उत्पाद देना होता है और विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में जो कि भारत जैसी मूल्य संवेदनशील अर्थव्यवस्थाएं हैं सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सभी उभरती अर्थव्यवस्थाएं मूल्य संवेदनशील अर्थव्यवस्थाएं हैं इस अर्थव्यवस्था में लोगों का आय स्तर बहुत कम है कीमत में थोड़ी कमी अगर गुणवत्ता के साथ हो तो लोग उसका स्वागत करते है और वे ऐसा उत्पाद चाहते हैं जो कीमत में बहुत प्रतिस्पर्धी हो कीमत के मामले में कीमत में कम हो और अगर वह उत्पाद बाजार में उपलब्ध हो तो लोग उसके लिए जाना चाहते थे मैं आपके साथ एक और कहानी साझा करुंगा वाशिंग पाउडर सेगमेंट में हमारे पास एक उत्पाद है जिसे निरमा के नाम से जानते हैं 1982 में निरमा बाजार में आया और आज निरमा एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी बन गई है और निरमा की पहचान है कई क्षेत्रों में जो सौंदर्य प्रसाधन डिटर्जेंट हैं तब यह उपभोक्ता क्षेत्र में है और फिर अब बड़े पैमाने पर शिक्षा में भी है एक एकल व्यक्ति मतलब कि करसनभाई जिनके पास 1982 में वाशिंग पाउडर के निर्माण का विचार था क्योंकि 1982 में जिसे हम एच यू एल हिंदुस्तान युनिलीवर लिमिटेड कहते हैं उस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का डिटर्जेंट बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा था उनके पास ग्राहकों की सेवा करने के लिए दो उत्पाद थे जहां तक डिटर्जेंट का संबंध था प्रीमियम सेगमेंट के लोगों के लिए उनके पास एक उत्पाद था जिसे सर्फ कहा जाता था जिसका हम आज उपयोग करते हैं फिर निचले लोगों के सेगमेंट के लिए जिनकी सीमित आय है उनके लिए एक उत्पाद था जिसे सनलाइट के नाम से जानते थे लेकिन उस समय दोनों उत्पाद इस देश की जनता की पहुंच से परे थे हालांकि वे अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद थे जहां उस समय जिस कीमत पर वे लोगों से ले रहे थे वह इन उत्पादों को खरीदने और उपयोग करने में सक्षम नहीं थे इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों में अधिकांश लोग कपड़े धोने के लिए कास्टिक सोडा का उपयोग कर रहे थे यह एक बहुत कठोर उत्पाद है यह उत्पाद के जीवन उत्पाद की गुणवत्ता को कम करता है लेकिन चूंकि बाजार में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है और एचयूएल या एच एल एल का उत्पाद वास्तव में लोगों की पहुंच के भीतर नहीं था क्योंकि कीमत चिंतित करने वाली थी इसलिए वे कास्टिक सोडा के उपयोग के लिए बाध्य थे तब करसनभाई ने सोचा भारत के लोगों की इस ज़रूरत को समझें उन्होंने इस उत्पाद का विकास शुरू किया और वह एक बहुत ही लागत प्रभावी और कुशल उत्पाद विकसित करने में सफल रहे और पहली बार उन्होंने इस उत्पाद का निर्माण निरमा वाशिंग पाउडर से किया उन्होंने इसे अपने पास के दोस्तों और रिश्तेदारों में वितरित करना शुरू कर दिया परिणाम बहुत अच्छा था और फिर उसने अपने आस पास के लोगों और अपने कार्यालय और इसके आस पास की सड़कों और यहां और वहां लोगों को देना शुरू कर दिया शुरू में उन्होंने इसे Jio जैसे मुफ्त उत्पाद के रूप में किया Jio की रणनीति को एकल व्यक्ति करसनभाई ने अपनाया और सभी ने कहा कि परिणाम बहुत अच्छे हैं उत्पाद बहुत अच्छे हैं यह बहुत है आप इसे उत्कृष्ट उत्पाद कह सकते हैं और उन्हें इन परिणामों ने प्रोत्साहित किया गया उन्होंने बड़े स्तर पर इसका निर्माण शुरू किया और बिक्री शुरू की इसलिए उस समय उन्होंने 1 किलो निरमा वाशिंग पाउडर की कीमत 10 रुपये और एचयूएलएस के उत्पाद उस समय निश्चित रूप से उपलब्ध सनलाइट भी मैं कह सकता हूं कि 10 रुपए में उपलब्ध नहीं था यह उस समय 10 रुपये से अधिक था इसलिए जब लोगों ने देखा कि 1 किलो वाशिंग पाउडर 10 रुपये में उपलब्ध है तो लोगों ने उत्पाद का स्वागत किया और उन्होंने बाजार को एक बड़े व्यवसाय तरीके से सेवाएँ देनी शुरू की लोग पूरी तरह से आए और उन्होंने उत्पाद का समर्थन किया उत्पाद का स्वागत किया और आप आज देखते हैं कि अब निरमा हर जगह है वे देश के लगभग कई क्षेत्रों में हैं और निरमा अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन गई है थोड़े समय के ही भीतर 1982 में शुरू हुआ और आज हम यहां 2018 में हैं इसलिए 35 से अधिक वर्षों में कंपनी के आकार और विकास को देखें इसलिए निरमा की सफलता का रहस्य है लागत यह कि उत्पाद को किस लागत पर विकसित किया गया है लोगों को प्रदान किया गया है और लोगों की ज़रूरतों का कैसे ध्यान रखा गया है अगर हम बाजार और लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं तो निश्चित रूप से लोग जवाब देंगे और अंततः किसी भी व्यवसाय की सफलता या विफलता एक सीमा तक उत्पाद की लागत पर निर्भर करती है जो आप उस मूल्य पर उत्पन्न कर रहे हैं जो आप लोगों से वसूल कर रहे हैं और जो लाभ आप कमा सकते हैं इसलिए यदि आप बहुत प्रतिस्पर्धी हैं यदि लागत कम है तो हम जो मूल्य निर्धारित करेंगे वह कम है तो आपको बाजार में लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा इसका मतलब है कि अलग अलग सेगमेंट हैं प्रीमियम सेगमेंट यह भी है कि लोग कुछ समय महंगे उत्पाद भी खरीदते हैं लेकिन आपको उत्पाद की गुणवत्ता या कीमत के साथ उत्पाद की गुणवत्ता के साथ मेल खाना होगा वह सेगमेंट भी है भारत में भी हमारे पास प्रीमियम सेगमेंट हैं जब हम कार खरीदते हैं हम छोटी कारों को खरीदते हैं हम मध्यम आकार की कारों को भी खरीदते हैं हम बड़ी कारों को खरीदते हैं प्रीमियम कारों को भी खरीदते हैं सेगमेंट तो है लेकिन इस देश के इस बड़े हिस्से में छोटी कारों का बाजार है यही कारण है कि मारुति 80 के दशक की शुरुआत में पहली बार एक छोटी कारों के साथ आई थी मारुति की सफलता यह थी कि पहली बार वे भारतीय बाजार में सिर्फ 40000 रुपये में एक कार लाए थे मारुति 800 वह पुरानी कार थी बाजार में ४०००० रुपये में तो कार होने के लिए केवल ४०००० रुपये में कार की विलासिता का आनंद लिया जा रहा था इसका मतलब है कि लोगों ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था लेकिन जब मारुति सुजुकी के संयुक्त उद्यम ने इसे संभव बनाया तो लोग बहुत खुश हुए लोगों ने उन कारों को ख़रीदा जिन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया दी और आज भारत एक ऐसा बाजार बन गया है जिसे छोटी कारों का बाजार कहा जाता है भारत में काम करने वाली सभी कंपनियां हालांकि वे अन्य देश की अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी और प्रीमियम सेगमेंट की कारों का निर्माण कर रही थीं उदाहरण के लिए हम होंडा के बारे में बात करते हैं होंडा अमेरिकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी बाजार जापानी बाजार के लिए अलग अलग कारों का निर्माण कर रहा है लेकिन वे भारत के लिए विभिन्न कारों का निर्माण कर रहे हैं जगह की समस्या के कारण छोटी कारें बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं दूसरा है उत्पाद की लागत और कीमत तो इसका मतलब यह है कि अंततः एक बड़ी सीमा तक व्यवसाय की सफलता या विफलता आपके द्वारा निर्मित उत्पाद की लागत और उस कीमत पर निर्भर करती है जिस पर हम इसे लोगों को दे रहे हैं सफलता बिक्री और लाभप्रदता पर निर्भर करती है इसलिए यदि लागत नियंत्रण के भीतर है तो कीमत भी खरीदारों के नियंत्रण में है हमारा लाभ हिस्सा भी बरकरार है तो इसका मतलब है कि हमारी वृद्धि भी बरकरार है तो यह लागत पत्रक और लागत को नियंत्रित करने के महत्व के बारे में एक आधार है कि यदि आप लागत को नियंत्रित करते हैं तो यह हम सभी और सभी व्यवसायों के लिए कितना प्रभावी और उपयोगी है और अंत में लागत को कैसे नियंत्रित किया जाए मैंने पिछली कक्षा में भी लागत पत्रक के बारे में चर्चा की है और अगली कक्षा में हमें कुछ काल्पनिक समस्याएं छोटी और सरल समस्याएं लेंगे जहां हम लागत पत्रक तैयार करने के तरीके के बारे में और किसी कंपनी या संगठन के प्रबंधन द्वारा रणनीतिक निर्णय के लिए उस जानकारी का उपयोग कैसे करें के बारे में सीखते हैं यह सब मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूँगा